इस व्याख्यान में हम अमीनो एसिड सब्सीट्यूशंस के बाद प्रोटीन स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे पिछली कक्षा में हमने प्रोटीन स्ट्रक्चरस में स्टेबलाइजिंग रेसिड्यूज को कैसे पहचाने इसके बारे में चर्चा की उदाहरण के लिए यदि आप स्ट्रक्चर जानते हैं कौन से रेसिड्यूज स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है उसके लिए हमने कई मानदंड प्रोटीन स्ट्रक्चरस में स्टेबलाइजिंग रेसिड्यूज को पहचानने के लिए इस्तेमाल किए जैसे हाइड्रोफोबिसिटी या लॉन्ग रेंजकांटेक्टस और कंजर्वेशनस बाद में हमने प्रोथर्म जो थर्मोडायनेमिक डेटाबेस है प्रोटीन तथा म्युटेंट्स के लिए उसके बारे में चर्चा की इसमें प्रोटीन तथा म्युटेंट्स के लिए डेटा उपलब्ध है जो हमने विभिन्न प्रायोगिक तकनीकों से प्राप्त किया जैसे सर्कुलर डायक्रॉयज्म या डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कॉपी और इसी तरह तो यहां हम देखेंगे कि जब आप प्रोटीन का विशिष्ट अमीनो एसिड रेसिड्यू म्यूटेट करते हैं तो क्या होगा यहां आप देखेंगे एक सेंट्रल रेसिड्यू है यदि आप इस विशिष्ट रेसिड्यू को म्यूटेट करते हैं किसी दूसरे रेसिड्यूज के साथ वर्तमान में यह रेसिड्यूज प्रोटीन में दूसरे रेसिड्यूज के साथ कांटेक्स बना रहे हैं यदि आप इस रेसिड्यू को म्यूटेट करेंगे तो या तो यह कांटेक्ट खो देगा या दूसरे कांटेक्ट बनाएगा यह निर्भर करता है किस प्रकार की म्यूटेशंस है और आप कहां म्यूटेट कर रहे हैं या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चरस के आधार पर या जगह जो एक्सेसिबिलिटी पर निर्भर करती है तो यहां हम कुछ प्रकार के अमीनो एसिड रेसिड्यूज दिखाएंगे यहां हम पॉजिटिव चार्ज रेसिड्यूज अर्जिनिन और एलिफेटिक रेसिड्यूज देख सकते हैं यदि आप एलेनिन को वैलीन में म्यूटेट करते हैं तो क्या होगा हम समझते हैं कि एलेनिन यहां हैयदि आप एलेनिन को वैलीन में म्यूटेट करते हैं तो यह स्टेबलाइज है या डिस्टेबलाइज या यह कोलिशन बना रहा है स्टेरिक हिंड्रंस बना रहा है बराबर तो यह सब जगह पर निर्भर करता है जहां आप म्यूटेशंस कर रहे हैं उसी प्रकार यदि आप एलेनिन को लाइसीन मे म्यूटेट करते हैं तो क्या होगा

यहां यह 2 रेसिड्यूज नेगेटिव चार्ज है तो वह रिपल्सिव इंटरेक्शंस बनाते हैं दूसरा उदाहरण यदि यहां दो रेसिड्यूज है और यह छोटा रेसिड्यू है तो बड़ा वाला रेसिड्यू यह कोई चार्ज नहीं दर्शाता है यह बड़ा से बड़ा रेसिड्यू है और यह छोटा रेसिड्यू है उदाहरण के लिए यहां वेलीन और यहां आप एलेनीन देख सकते हैं यदि आप एलेनीन को लुसीन मे म्यूटेट करते हैं तो क्या होगा

135 विद्यार्थी कोरिलेशन कोरिलेशनकोरिलेशन की रेंज क्या है यह लेता है r परिवर्तित होता है माइनस 1 से विद्यार्थी प्लस 1 विद्यार्थी सीधा कोरिलेशन सीधा कोरिलेशन माइनस 1 जिसमें हम कहते हैं कि अगर 0 है तो रहने दें कोई कोरिलेशन नहीं तो अब यदि आप इस प्रकार का म्यूटेशनसउदाहरण के लिए कुछ बरीड म्यूटेशन लेते हैंबरीड म्यूटेशन क्या है विद्यार्थी कोर में म्यूटेशन सामान्य तौर पर विशिष्ट प्रोटीन में म्यूटेशन कोर में होता है हम कह सकते हैं एक्सेसिबिलिटी 5 प्रतिशत से कम है यदि किसी विशिष्ट रेसिड्यू को आप कोर में म्यूटेट करते हैं तो आपको कौन सा रेसिड्यू कोर में मौजूद मिलेगा विद्यार्थी लुसीन लूसीन एलेनिन वैलीन हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू हम इसे म्यूटेट करेंगे हमें फ्री एनर्जी जो पहले से मौजूद है मिलेगी तो कौन सी प्रॉपर्टीज स्टेबिलिटी कोअच्छे संबंधों के साथ प्रतिबिंबित करती है आप कई प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं मैंने यहां प्रॉपर्टीज दिखाएं और पूरा डेटा आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा सभी विभिन्न प्रॉपर्टीज के लिए मूल वैल्यू है यदि आप 49 प्रॉपर्टीज को देखेंगे और 49 प्रॉपर्टीज का संबंध देखेंगे स्टेबिलिटी के साथ कुछ प्रॉपर्टी के साथअच्छा कोरिलेशन है उदाहरण के लिए यदि म्यूटेशन बरीड है जो हाइड्रोफोबिसिटी को प्रतिबिंबित करतीहैं तो उनके पास स्टेबिलिटी के साथ अच्छे कोरिलेशन है तो यहां एक उदाहरण X एक्सेस अलग है हाइड्रोफोबिसिटी में और Y एक्सेस फ्री एनर्जी परिवर्तन है तो आप अच्छा कोरिलेशन हाइड्रोफोबिसिटी का स्टेबिलिटी के साथ देख सकते हैं तो हम दूसरा उदाहरण देखेंगे यदि ग्लूटामिक एसिड 49 जगह पर है जो दूसरे रेसिड्यूज में म्यूटेट हुआ है इस म्युटेंट के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है विद्यार्थी स्टेरंड स्टेरंड यह है स्टेरंड इसकी जगह कहां है बरीड या एक्सपोज अब आपके पास ASA है विद्यार्थी तो यह 04 है जो एक से कम है यदि आप 5 से कम कट ऑफ लेते हैं तो यह बरीड है तोयह वैल्यूज 0 से 100 परिवर्तित होती है तो यह 04 है 1 से कम तो हम इसे बरीड समझते हैं तो अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टीज डेल्टा एनर्जी H2O के साथ बेहतर कोरिलेशन प्रतिबिंबित करती है यह बाहरी डेटा है और हमारे पास कई प्रॉपर्टीज है यह बरीड और स्टेरंड म्यूटेशन है तो हम हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यू का उपयोग यह देखने के लिए करेंगे कि अच्छा कोरिलेशन है या नहीं बराबर विद्यार्थी E तो वैल्यूज कैसे प्राप्त करें विद्यार्थी बराबर Hgm माइनस Hgm विद्यार्थी E EतोG क्या है 1334 माइनस अब E 138 हैवैल्यू क्या है विद्यार्थी 196 196 अब इस मामले में वैल्यू 196 है बराबर196 और दूसरे मामले में यह 247 है और तीसरे में E49V है तो इसके साथ V माइनस E 318 अब E 49 I 390E49L275 हैE49PE49P कैसे उपयोग करेंगे 196 विद्यार्थी 12 1235 विद्यार्थी माइनस विद्यार्थी 1138 माइनस 1138 जो E है यह 097 के बराबर है और E49Y 250 और 255 तो आपको वैल्यूज मिलेंगी अब आखरी E49S सिरीन 201 है तो अब हम प्लॉट करेंगे यह X एक्सेस और यह Y एक्सेस हैआप पहले वाला प्लॉट कर सकते हैं यदि हम लेते हैं 1961 2 3 4 तो 196 और माइनस 17माइनस 2 माइनस 4024 तोइस मामले में 196 संख्या क्या है और माइनस 17 इधर कहीं अब दूसरा 247 माइनस 03 माइनस 03 माइनस 03 इधर कहीं है और तीसरा वाला E49G है318 यह E49V इधर कहीं है तो आप इन वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं और यदि आप यहां देखें तो अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है अब हमें अंत में 06 का कोरिलेशन मिला या r 06 से ज्यादा है तो आप हाइड्रोफोबिसिटी और स्टेबिलिटी में अच्छा कोरिलेशन देख सकते हैं यदि आप हाइड्रोफोबिसिटी को डेल्टा डेल्टा G से संबंधित करते हैं जिसमें म्यूटेशन स्टेरंड में है और बरीड क्षेत्र में है तो उसी समय यदि आपके पास कुछ म्यूटेशंस है और यदि म्युटेंट बरीड नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं तो म्यूटेशन एक्सपोज रेसिड्यू में है कहां पर है Y 20 Tyr26 यहां Tyr26 एक्सपोज हैयह कॉइल में है तो क्या होगा यदि आप इस रेसिड्यू को म्यूटेट करते हैं तो क्या हमें समान प्रचलन दिखाई देगा जो हमने हाइड्रोफोबिसिटी का स्टेबिलिटी के साथ सीधे कोरिलेशन देखा चलो देखते हैं तोयह डेटा है यदि आप इधर हाइड्रोफोबिसिटी स्केल देखते है तो यह वैल्यूज है और यह भी दिखाया हमने Hgm लिया Hpकी सहायता से यह चित्र लिया तो इस मामले में यदि हमने विभिन्न स्केलस्स इस्तेमाल की तो आप एक समान वर्तन पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन के लिए देख सकते हैं तोयहां यह हाइड्रोफोबिसिटी वैल्यूज है और यहां डेल्टा डेल्टा G है विद्यार्थी एक्सपोज एक्सपोज क्योंकि यह ASA है यह ASA762 है यह वैल्यू एक्सपोज है और यह कॉइल क्षेत्र में है और आपके पास हाइड्रोफोबिसिटी के साथ कोई प्रचलन है क्या देखेंतो यहां आप ग्राफ बना सकते हैं यह डेल्टा Ht है यहां आप डेल्टा डेल्टा G देख सकते हैं चलो अब वैल्यूज की गणना करते हैंY26W देखें क्या वैल्यू है W की क्या वैल्यू है 377Y 267 के लिए तो यह 11 के बराबर है और दूसरा 02 फिनाइलएलेनीन फिनाइलएलेनीन 287माइनस 067 यह 02 है और माइनस 08 माइनस05 यहQ 267H 18Y26C 115 Y26D है066 तो 201 बराबर अब आप हाइड्रोफोबिसिटी और स्टेबिलिटी को जोड़ने वाला प्लॉट बना सकते हैं जहां आप देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी लगभग यहां ठीक है यह 0 1 2 3 है और यहां यह वैल्यू 2 या 2 3 यह 3 2 1012 पहले वाला क्या है Y26W विद्यार्थी 11 इधर कहीं और दूसरा Y26F यह 02 है इधर कहीं और Y एक्सेस इधर कहीं और तीसरा Y26V 08 08 और 09 इधर कहींY26L 05 इधर कहीं और 11 यह एक बिंदु है इधर कहीं Y26Q 267 14 Y26H 18और19 Y26C 115 22 Y26D 201 और 27 इधर कहीं11 01 यहां कोरिलेशन कैसा है

तोएक पहलू है हम आसपास के रेसिड्यूज से जानकारी प्राप्त करेंगे उदाहरण के लिए T सेंट्रल रेसिड्यू है और T म्यूटेट हुआ वैलीन में कह सकते हैं दूसरा थ्रीओनीन यह भी म्यूटेट हुआ वैलिन में यहां के लिएयह T म्यूटेट हुआ वैलीन मेंयह T भी म्यूटेट हुआ वैलीन में और एक जगह पर यह डिस्टेबलाइज होगा इस जगह के लिए यह डिस्टेबलाइज होगा इस मामले में यदिआप प्रॉपर्टी वैल्यू लेते हैं वैलिन थ्रीओनीन Valine Threonineकी कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू लेते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगी वही वैल्यू मिलेगी चाहे आप यह जगह ले या यह जगह ले यदि यह डिस्टेबलाइज होता है और दूसरा वाला स्टेबलाइज है तो दोनों मामलों की गणना करने में परेशानी हो सकती है इस मामले में आप आसपास के रेसिड्यूज देखेंगे उदाहरण के लिए यहां थ्रीओनीन यदि हम यह T लेते हैं तो इसका पड़ोसी R औरD है फिर आप शर्ते रखेंगे थ्रीओनीन म्यूटेट हुआ वैलिन मेंपर पड़ोसी रेसिड्यू के पास पोलर रेसिड्यूज या चार्ज रेसिड्यूज है तो यह डिस्टेबलाइज होगायदिThr म्यूटेट हुआ वैलिन में और पड़ोसी रेसिड्यू यदि हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है तो यह स्टेबलाइज होगा तो इस मामले में आप म्यूटेशन में अंतर देख सकते हैं विशिष्ट रेसिड्यू के पड़ोसी रेसिड्यू